इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स I के लेक्चर में आपका स्वागत है और यह लेक्चर नंबर 15 है और आज हम कंपोजिट फंक्शन और होमोजीनियस फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं यदि हम एक फंक्शन z इक्वल है fxy को कंसीडर करें यह फंक्शन दो वेरिएबल x और y का है और हम यह मानते हैं की x t का फंक्शन है और y भी यहां t का फंक्शन है अतः x इज इक्वल टू फाई t और y इज इक्वल टू साई t या फिर x और y दो वेरिएबल u और v के फंक्शन हो सकते हैं zf x y xϕ yψ xϕ u v yψ u v मान लीजिए इस इक्वेशन को नंबर 1 कहते हैं और इसे नंबर 2 और यह इक्वेशन नंबर 2 प्राइम है तब इक्वेशन 1 और 2 को साथ में ले या 1 इस 2 प्राइम के साथ लें तब हम कहेंगे कि z एक कंपोजिट फंक्शन है t का या फिर इस केस में कंपोजिट फंक्शन होगा u और v का तो हम यहां पर क्या डिस्कस कर रहे हैं यदि हम कोई एग्जांपल देना चाहे इस z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्योंकि पहले केस में हमने इक्वेशन वन और इक्वेशन 2 को लिया जिसमें z x और y पर डिपेंड करता है लेकिन x और y फिर से t पर डिपेंड करते हैं अतः यह z t का फंक्शन है और हम z का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव सीधे ही डिफाइन कर सकते हैं तो हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जिसमें x और y को सब्सीट्यूट किए बिना हम z का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अब हम इससे t का फंक्शन बनाएंगे और डेरिवेटिव लेंगे लेकिन हम एक डायरेक्ट फार्मूला भी फाइंड करेंगे जिसमें इस फंक्शन के x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव को लिया जाएगा यहां पर x और y फंक्शन हैं फाई और साई के और दोनों ही t के फंक्शन हैं और हम इनके डेरिवेटिव का इस्तेमाल z का डेरिवेटिव फाइंड करने में करेंगे इसके लिए हम x और y को t के टर्म में fxy में नहीं लिखेंगे और इसी सिनेरियो से हम इक्वेशन 1 जोकि z इज इक्वल टू fxy है और x बराबर है फाई u v के और वाई बराबर है साई ं u v के को भी लिख सकते हैं आप हम पहला केस लेते हैं और मानते हैं की z के कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव हैं या फिर हम यह भी एसम्शन ले सकते हैं की z इक्वल fxy एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और तब हम यह भी मान लेंगे की x जोकि फाई t और y बराबर है साई t के उनके भी कंटीन्यूअस डेरिवेटिव हैं और फिर से हम यह मान सकते हैं कि यह दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस केस में हम इस फार्मूला को ड्राइव करेंगे जो कहता है कि हम इससे dz ओवर dt फाइंड कर सकते हैं अतः z का t के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इसका यहां पर सेंस बनता है क्योंकि x और y t के फंक्शन है और देखा जाए तो z अकेले t का फंक्शन है इस केस में फार्मूले के अनुसार हम यह ऑर्डिनरी डेरिवेटिव dz ओवर dt फाइंड करेंगे जोकि बराबर है z के पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हम f को दो वेरिएबल x और y का फंक्शन मान रहे हैं इसलिए हम f का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे x के t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव से यह फिर से एक ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है क्योंकि x 1 वेरिएबल t का फंक्शन है और यह चेन रूल है और इसमें यह टर्म भी प्लस होगी क्योंकि z y का भी फंक्शन है तब हम y के रेस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और उसे dy ओवर dt से मल्टिप्लाई करेंगे अब हम यह फार्मूला ड्राइव करेंगे हम z इज इक्वल टू fxy लेंगे जहाँ x फंक्शन है फाई t का और y फंक्शन है साई t का यह एक कंपोजिट फंक्शन है और हम इसे डेफिनेशन का नाम देंगे क्योंकि हम पहले ही इन सभी फंक्शन z फाई और साई की डिफरेंटशिएबिलिटी मान चुके हैं तब z की डिफ्रेंशिएबिलिटी यह एम्पलाई करती है कि हम यह डेल्टा z बराबर लिख सकते हैं डेल x डेल्टा x प्लस डेल y डेल्टा y और साई 1 डेल्टा x प्लस साई 2 डेल्टा y के और यदि हम इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड करें तब हमें क्या मिलेगा यहां पर डेल्टा z ओवर डेल्टा t और यह डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t और यहां पर से डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा t और यह dx और dy भी डिवाइड होंगे डेल्टा t से अब यदि हम लिमिट ले डेल्टा t गोस टू जीरो तब क्या होता है डेल्टा t जीरो का मतलब है डेल्टा x गोज़ टू 0 डेल्टा y गोज़ टू 0 क्योंकि x और y t के फंक्शन है और यहां पर t में कोई वेरिएशन नहीं है अतः x और y में वेरिएशन जीरो होगा इसका मतलब डेल्टा t गोज़ टू 0 का मतलब है कि डेल्टा x गोज़ टू 0 और डेल्टा y गोज़ टू 0 जब हम इस एक्सप्रेशन में लिमिट डेल्टा t गोज़ टू 0 लेंगे तो यह डेल्टा z ओवर डेल्टा t डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अनुसार यह dz ओवर dt बनेगा और यह ऐसा ही रहेगा हम इस डेल z ओवर डेल x को कुछ नहीं कर रहे हैं तब यहां डेल्टा x ओवर डेल्टा t है अतः यह फिर से x का डेरिवेटिव है t के रेस्पेक्ट में और हमें dx ओवर dt मिलता है इसी प्रकार यहां पर डेल्टा y ओवर डेल्टा t आता है जोकि dy ओवर dt बन जाएगा यह मानते हुए कि यह पार्शियल डेरिवेटिव एक्सिस्ट करते हैं और वह गिनती में फाईनाइट हैं तब जब डेल्टा x और डेल्टा y जीरो होते हैं और यह इप्सिलोन 2 जीरो की तरफ जाता है और यह एक्सप्रेशन इप्सिलोन डेल्टा x ओवर डेल्टा t और यह इप्सिलोन डेल्टा y ओवर डेल्टा t दोनों जीरो हो जाते हैं तो हमारे पास यहां पर केवल 3 टर्म हैं तो dz ओवर dt हम सीधे ही पता कर सकते हैं z के पार्शियल डेरिवेटिव और x और y के ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की टर्म में कंपोज़िट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जब हमारे पास यह ज्यादा जनरल केस होगा जिसमें x और y दोनों u और v पर डिपेंड करते हैं और दो वेरिएबल के फंक्शन हैं इस केस में यह फार्मूला इस तरह का बन जाएगा और हम उसे पहले की तरह तो कर सकते हैं अतः यह डेल z ओवर डेल u अब यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे क्योंकि x और y दो वेरिएबल u और v के फंक्शन है अब हमारे पास z का u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है बिना इन सब को फंक्शन में सब्सीट्यूट किए और हमें पार्शियल डेरिवेटिव मिल जाएंगे हम इस फार्मूला को z का u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने में यूज कर सकते हैं यह बराबर है x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव z का और x का u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव प्लस z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और y का u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्योंकि हम z को u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं अतः यहां u आएगा और यहां भी u आएगा डेल z ओवर डेल v भी इसी प्रकार फाइंड किया जा सकता है u की जगह v को सब्सीट्यूट किया जा सकता है तो यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंट सेशन कर रहे हैं तो यहां दोनों जगह u आएगा और यदि हम v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो दोनों जगह v आएगा जब हम x का u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं तब अब हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एग्जांपल के लिए z फंक्शन है xy के बराबर और x फंक्शन है t का जो यहां पर डिफाइन है x इज़ इक्वल टू cos t और y भी फंक्शन है t का जो कि लिखा जाता है y इज इक्वल टू sin t तब हम dz ओवर dt फाइंड करना चाहते हैं एक डायरेक्ट तरीका यह हो सकता है कि हम x और y को इस फंक्शन में सब्सीट्यूट कर दें तब हमें z t के एक फंक्शन की तरह मिलेगा जिसे डिफरेंटशिएट किया जा सकता है और dz ओवर dt फाइंड किया जा सकता है लेकिन हम कंपोजिट फंक्शन के आईडिया को काम में लेंगे जो कहता है की x और y का फंक्शन है और x और y t के फंक्शन हैं और हमने इसका फार्मूला उपर ड्राइव किया है zxy xcos t ysin t वह फार्मूला कहता है उस फार्मूले के अनुसार z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और फिर dxdt इसी प्रकार z का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और फिर dydt हमें यहां क्या मिलता है डेल z ओवर dx z xy था और जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब यह केवल y रह जाएगा और dxdt क्यों की x cos t था तो हमें यहां पर माइनस sin t मिलेगा इसी प्रकार डेल z ओवर del x हो जाएगा और dydt जोकि sin t है यह cos t हो जाएगा यहां पर y भी sin t है तो यहां पर माइनस sin स्क्वायर t हो जाएगा और क्योंकि x cos t था तो यहां पर cox स्क्वायर t हो जाएगा यह z के t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का फार्मूला है जिसमें हमें फंक्शन में सब्स्टिटूशन नहीं करना है और फिर भी डेरिवेटिव प्राप्त होता है इसे सिंपलीफाई करने से cos t आएगा जैसा मैंने कहा हम अल्टरनेट मेथड में z को xy और x को cos t और y को sin t लिख सकते हैं फिर हमारे पास z t का एक फंक्शन आ जाएगा और फिर हम dz ओवर dt फाइंड कर सकते हैं इससे हम लिख सकते हैं 2 sin t cos t का ½ जोकि sin 2t है और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह sin 2t हो जाएगा और यह cos 2t और 2 कैंसिल हो जाएगा यहां हमारे पास cos 2t डायरेक्टली भी आ जाएगा लेकिन हमने कंपोज़िट डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोज़िट फंक्शन का आईडिया काम में लिया है इस फार्मूले की सहायता से हमें x और y की वैल्यू को फंक्शन में रखने की आवश्यकता नहीं है बल्कि z के पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से हम z का t के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं अब हम अगली प्रॉब्लम देखते हैं जहां पर z x और y का फंक्शन है और x भी दो वेरिएबल u और v का फंक्शन है इसी तरह से y भी u और v दो वेरिएबल का फंक्शन है अब हम दिखाएंगे कि इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव का डिफरेंस यह पार्शियल डेरिवेटिव u और v के रेस्पेक्ट में हैं और इन्हें लिखा जा सकता है x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट y तो z x और y का फंक्शन है अतः जो फार्मूला हमने ऊपर ड्राइव किया है उसमें z का u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिखा जा सकता है z का x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और x और y का u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव xeu e−v ye−u ev अगर यहां u है तो इन दोनों टर्म में भी u होगा और यह दोनों डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u होंगे तो इस केस में डेल z ओवर डेल x क्योंकि यह नहीं दिया गया है की फंक्शन केवल x और y का फंक्शन है अतः यह पार्शियल डेरिवेटिव z का x के रिस्पेक्ट में डेल x ओवर डेल u आएगा तो यहां x क्या है e पावर u प्लस e पावर माइनस v तो यदि हम इसका u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले तो इसका मतलब यह है की v को कांस्टेंट लिखा जाएगा और यह टर्म कांस्टेंट मानी जाएगी तो x का u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव e पावर u बन जाएगा जो यहां लिखा गया है फिर डेल z ओवर डेल y और डेल y ओवर डेल u y यहां पर e पावर माइनस u प्लस e पावर v है और जब इसका u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा तो हमें यहां माइनस e पावर माइनस u मिलेगा जो कि यहां लिखा हुआ है और फिर z का v के रेस्पेक्ट में फिर से पार्शियल डेरिवेटिव और सिमिलर फार्मूला यहां लगेगा लेकिन यहां पर u की जगह v है और जब हम x का v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तब यह e पावर माइनस v होगा तो हमें मिलेगा माइनस e पावर माइनस v और तब हम y को v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं तो यह बन जाएगा e पावर v जो यहाँ लिखा गया है और क्योंकि हम इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव का डिफरेंस लेना चाहते हैं तो हम यह डिफरेंस लेंगे और फिर यहां पर डेल z ओवर डेल x होगा और यह प्लस हो जाएगा अतः डेल z ओवर डेल x जब हम कॉमन लेंगे e पावर u और प्लस e पावर माइनस v सिमिलरली हम इन दो टर्म को कॉमन लेंगे माइनस साइन के साथ फिर से e पावर माइनस u प्लस e पावर v आएगा जो यहां लिखा हुआ है फिर यह e पावर u प्लस e पावर माइनस v x हो जाएगा और यहां e पावर माइनस u प्लस e पावर v y हो जाएगा तो हमें हमारी डिजायर्ड टर्म मिल जाएगी यह x डेल z ओवर डेल x और फिर माइनस यह y और डेल z ओवर डेल y इस लेक्चर का एक और पार्ट होमोजीनियस फंक्शन डिफाइन करना है होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं यह अब हम सीखेंगे एक एक्सप्रेशन x और y में होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर n कहलाता है अतः कोई एक्सप्रेशन x और y में ऑर्डर n का होगा यदि इसे x पावर n कोई फंक्शन y ओवर x में एक्सप्रेस किया जा सके तब इस तरह के फंक्शन को हम n आर्डर का होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं यहां पर यह n इंपॉर्टेंट है यदि हम x पावर n ला सकें और बाकी की टर्म को y ओवर x के फंक्शन में लिखा जा सके तब हम इस तरह के एक्सप्रेशन को होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर n कहेंगे या हम इसे फंक्शन की टर्म में भी हम डिफाइन कर सकते हैं तो एक फंक्शन fxy n आर्डर का होमोजीनियस कहा जाएगा यदि यह इसे सेटिस्फाई करें तो हम x और y के अरगुमेंट को अगर tx और ty लिखें तब हम t पावर n को बाहर ले सकते हैं और फिर से फंक्शन में xy रहेंगे जो कि फिर से ऑर्डर n का होमोजीनियस फंक्शन बनाएंगे अतः हम इस तरह के फंक्शन को n आर्डर का होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे f tx ty tn f x y तो यह है होमोजीनियस फंक्शन के एग्जांपल हैं यदि हम एग्जांपल के लिए कंसीडर करें यह fxy बराबर है a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n 1 मल्टीप्लाई y प्लस x पावर n 2 y स्क्वायर और इसी प्रकार से an y पावर n हम यह ऑब्जर्व करते हैं कि यह n आर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है इसका ऑर्डर n है क्योंकि यदि हम x पावर n कॉमन ले ले तो हमारे पास यहां बचेगा यह a0 क्योंकि x पावर n हमने बाहर ले लिया है हमने x पावर n को बाहर ले लिया है तो a1 x को हमें डिवाइड करना होगा तो a 1 और फिर y ओवर x यह हो जाएगा यहां हमने x पावर n बाहर लिया है तब यह x पावर माइनस 2 रहेगा इसका मतलब a2 और y ओवर x पावर 2 और इसी तरह से आगे भी यहां पर an और x n हमने बाहर लिए हैं तो x पावर n डिनॉमिनेटर में आ जाएगा और इस केस में फिर से हमें y ओवर x पावर n मिलेगा इस फंक्शन को हम y ओवर x का फंक्शन मान सकते हैं क्योंकि इसमें y ओवर x सभी टर्म में आ रहा है तो इसे हम y ओवर x का फंक्शन मान सकते हैं और तब x पावर n बाहर रहेगा इसलिए इस फंक्शन को n ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन कहा जा सकता है सिमिलरली यदि हम fxy को कंसीडर करें स्क्वेयर रूट y प्लस स्क्वेयर रूट x ओवर y प्लस x इस केस में भी हम लिख सकते हैं x पावर समथिंग और बाकी का हम y ओवर x का फंक्शन मान सकते हैं यह बहुत सिंपल है क्योंकि हम स्क्वायर रूट x को बाहर ले सकते हैं और यहां x को बाहर ले सकते हैं फिर स्क्वायर रूट x ओवर x और अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट y ओवर x प्लस 1 और यहां भी y ओवर x प्लस 1 तो यहां यह एक्सप्रेशन y ओवर x का फंक्शन माना जा सकता है और जब हम इन दोनों को साथ में लेंगे तब x पावर ½ और साथ में कोई y ओवर x का फंक्शन क्योंकि यह दोनों टर्म साथ में हैं तो हम यह कह सकते हैं कि यह y ओवर x का कोई फंक्शन है और x पावर ½ बाहर है तो यह ऑर्डर ½ का होमोजीनियस फंक्शन है इन होमोजीनियस फंक्शन की क्या इंपोर्टेंस है वह हम अगली स्लाइड में देखेंगे ऑर्डर पर बेस्ट एग्जांपल में जैसे यहां n था और यहां ½ तब हम इस n की फॉर्म में कोई फार्मूला डेरिवेटिव के लिए फाइंड कर सकते हैं होमोजीनियस फंक्शन के लिए आयलर थ्योरम कहता है की z x और y में n आर्डर का फंक्शन है और इसके पार्शियल डेरिवेटिव एक्सिस्ट करते हैं तब यह एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू y बराबर होगा nz के हमें इसे अलग से कंप्यूट नहीं करना है क्योंकि यह होमोजीनियस फंक्शन है तब xzxyzy बराबर होगा nz के डोमेन के सभी पॉइंट के लिए अतः z इक्वल टू fxy होमोजीनियस फंक्शन है यदि यह होमोजीनियस फंक्शन है x और y में जिसका आर्डर n है हम लिख सकते हैं x पावर n और gy ओवर x और तब हम यह जानते हैं कि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा जो हम कर सकते हैं अब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं डिफ्रेंशिएशन से हमें क्या मिलेगा n x पावर n माइनस 1 और यह ऐसे ही रहेगा प्रोडक्ट रूल से और फिर x पावर n ऐसे ही रहेगा और हम इसे डिफरेंटशिएट करेंगे g y ओवर x जोकि हो जाएगा g प्राइम y ओवर x अतः g का डेरिवेटिव उसके अरगुमेंट के रिस्पेक्ट में g प्राइम y ओवर x होगा और फिर y ओवर x डिफरेंटशिएट किया जाएगा x के रेस्पेक्ट में जोकि देगा माइनस y ओवर x स्क्वेयर इस केस में हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे और देखेंगे की n x पावर n माइनस 1 और g y ओवर x और फिर यह माइनस साइन यहां है तो y और n x पावर n 2 और g प्राइम y ओवर x और z का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फिर से हम फाइंड कर सकते हैं हमें इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंटशिएट करना है तो x पावर n को कांस्टेंट माना जाएगा और हमें केवल इस टर्म को डिफरेंटशिएट करना है हमारे पास g प्राइम y ओवर x और फिर यह y ओवर x और यह y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बन जाएगा 1 ओवर x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y ओवर x y के रिस्पेक्ट में 1 ओवर x होगा औरयदि हम इन दोनों टर्म को ऐड करें x और y का प्रोडक्ट लेकर तब हमें क्या मिलेगा इसे x से मल्टीप्लाई करना है तो x पावर n और यहां x पावर न माइनस 1 और इसे हमें y से मल्टिप्लाई करना है तो यह n x पावर n और माइनस y ओवर x पावर n 1 और इस केस में x पावर n और मल्टीप्लाई किया गया है y से तो यह x पावर n 1 और मल्टीप्लाई किया है y से यह दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास n x पावर n g y ओवर x मिलेगा x पावर n g y ओवर x z है या फिर fxy है यह टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमें nz मिलेगा यहां यह n और z कैंसिल हो जाएंगे अब प्रॉब्लम नंबर 3 हमें दिया गया है u जोकि tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब ओवर x माइनस y जहां x और y बराबर नहीं है क्योंकि यह x बराबर y पर डिफाइंड नहीं है तब हम यह दिखाएंगे की x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y बराबर है sin 2x के और इस केस में फिर से हमें नोट करना चाहिए कि गिवेन् फंक्शन tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब ओवर x माइनस y एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है क्योंकि हम इस tan इनवर्स में से x की पावर नहीं ले सकते और बाकी टर्म को y ओवर x में नहीं लिख सकते लेकिन हम यह नोटिस करेंगे कि इस tan इनवर्स का आर्गुमेंट जोकि x क्यूब प्लस y क्यूब ओवर x माइनस y है वह एक होमोजीनियस फंक्शन है और हम इसी का यूज़ करेंगे क्योंकि हम z को tan u की तरह डिफाइन करेंगे और tan u को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे और तब tan u बराबर है x क्यूब प्लस y क्यूब ओवर x माइनस y के तब z एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका आर्डर 2 है क्योंकि यहां हम x स्क्वायर लिख सकते हैं हमने न्यूमैरेटर में से x क्यूब कॉमन लिया है और x डिनॉमिनेटर में से हमारे पास x स्क्वेयर और यह बन जाएगा 1 प्लस y ओवर x क्यूब यह वन है और यह 1 प्लस y ओवर x होल क्यूब तब हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर x है तो यह एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका आर्डर 2 है और अब हम इस पर आयलर थ्योरम लगा सकते हैं z इक्वल टू tan u पर आयलर थ्योरम लगा रहे हैं यह हमें देगा 2 टाइम z जबकि z tan u है तो हमें मिलेगा x x और डेल z ओवर डेल u हमें देखने की जरूरत है कि यहां पर डेल z ओवर डेल u क्या है z का मान tan u है तो डेल z ओवर डेल u यहां पर sec स्क्वायर u डेल u ओवर डेल x होगा z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे लेकिन यह u की टर्म में दिया हुआ है इसलिए यह sec स्क्वायर u डेल u ओवर डेल x होगा फिर y और इसी प्रकार डेल z ओवर डेल y तब tan sec स्क्वायर u बन जाएगा और डेल u ओवर डेल y 2 टाइम्स z बन जाएगा क्योंकि z tan u है तब sec u कॉमन ले लेंगे और इसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तब हमें मिलेगा x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y और यह sec u cos स्क्वायर u बन जाएगा और यह 2 tan u बन जाएगा sec स्क्वायर u डिनॉमिनेटर में रहेगा जो कि cos स्क्वेयर हो जाएगा यहां sin u ओवर cos u tan है और यह cos स्क्वेयर u है यह कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 sin u cos u बचेगा जोकि sin 2u है तब हमारे पास यह z मिलेगा x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y बराबर है sin u इंपॉर्टेंट बात यह है की u होमोजीनियस फंक्शन नहीं है लेकिन इस z को tan u की तरह डिफाइन करने पर जोकि x क्यूब प्लस y क्यूब ओवर x माइनस y है यह होमोजीनियस बन गया और फिर हमने आयलर रिजल्ट z पर लगाया और z जो कि tan u है हमने इसके पार्शियल डेरिवेटिव x और y के रिस्पेक्ट में निकालें और डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त किया आयलर रिजल्ट का जनरलाइजेशन यह कहता है की हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ्स का रिजल्ट है लेकिन हमारे पास यह रिजल्ट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए भी है और यह एक्सटेंशन है जो कहता है x स्क्वायर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव 2xy मिक्स फ्रॉम y स्क्वायर अगेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट y बराबर है n n 1z x और y की सभी वैल्यू के लिए यह रिजल्ट का जनरलाइजेशन है और हम इसकी एक प्रॉब्लम अब करेंगे यहां पर हमने माना z इक्वल टू x y फंक्शन ऑफ y ओवर x एंड प्लस g y ओवर x जहां पर f और g दो बार डिफ्रेंशिएबल फंक्शन है और तब हम इस एक्सप्रेशन को z के लिए इवेलुएट करेंगे फिर से प्रॉब्लम है की z होमोजीनियस फंक्शन नहीं है लेकिन यह होमोजीनियस फंक्शन है और दूसरा g भी होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि हम लिख सकते हैं इसे y ओवर x की टर्म में यहां पर z ले सकते हैं u1 प्लस u2 पहली टर्म को u1 माना और दूसरी को u2 इसका मतलब यह है की u1 xy और fy ओवर x है और u2 g y ओवर x अतः यह दो आर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि इसे दोबारा लिखा जा सकता है x स्क्वायर और y ओवर x और यह fy ओवर x यह वह फंक्शन y ओवर x है और यहां x स्क्वायर है इसलिए यह दो आर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है दूसरे केस में g एक फंक्शन है y ओवर x का और x की कोई टर्म नहीं है x पावर 0 है तो यह जीरो ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है u1 दो आर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है और u2 जीरो ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है और z u1 प्लस u2 है u1 इससे दिया जाता है और u2 इससे दिया जाता है अब आयलर थ्योरम को u1 और u2 पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यह होमोजीनियस फंक्शन है ऑर्डर दो और जीरो के अतः u1 पर सेकंड डेरिवेटिव थ्योरम कहता है 2 टाइम्स यहां n 2 है तो 2 टाइम्स और n माइनस 11 है तो n n 1 u1 इसका ऑर्डर 2 है तब हमें मिलेगा 2 इन टू 1 इन टू u1 और यह u1 पहले से ही xy f y ओवर x है हम इसे बाद में सब्सीट्यूट करेंगे और u2 के लिए क्योंकि यह जीरो ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है तब ऑर्डर जीरो राइट हैंड साइड में आएगा और वह जीरो हो जाएगा क्योंकि n n 1 है और n 0 है तो यह जीरो हो जाएगा हमारे पास दो एक्सप्रेशन हैं जिन्हें हमने बिना कंप्यूट किए डायरेक्टली फाइंड किया है हमने आयलर थ्योरम का यूज़ किया है और अब हम इन्हें ऐड कर सकते हैं और z को u1 प्लस u2 लिखकर रिजल्ट निकाल सकते हैं अगर हम इन दोनों को ऐड करें तब हमारे पास x स्क्वेयर और यह दोनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएंगे सेकंड ऑर्डर u1 प्लस u2 यहां u1 प्लस u2 यहां भी और u1 प्लस u2 और यह z है और अब यह बराबर है 2 u1 प्लस 0 अतः 2 u1 प्लस 0 तो हमें केवल 2u1 मिलता है और u1 xyfy ओवर x है तो यह रिजल्ट 2 xy f y ओवर x आ जाता है यदि हम कंक्लूजन पर आएं तो हम देखते हैं कि आज हमने कंपोजिट फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन को पढ़ा जोकि बहुत यूज़फुल है जब z xy का फंक्शन है और x और y t के फंक्शन है इस केस में हम z का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं x और y u और v के फंक्शन हो सकते हैं इस केस में भी हम z के पार्शियल डेरिवेटिव u और v के रिस्पेक्ट में इन फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं और फिर हमने होमोजीनियस फंक्शन का आयलर थ्योरम पढ़ा जिसमें हमने यह सीखा की z यदि होमोजीनियस फंक्शन है और उसका आर्डर n है तो यह nz होगा तो x पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बराबर होगा nz या फिर इसका एक जनरलाइजेशन भी था जोकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए है जो n n 1 इन टू z है जबकि z x और y में होमोजीनियस फंक्शन है ऑर्डर n का यह कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने इस लेक्चर को तैयार करने में काम में लिए हैं धन्यवाद